तो आइए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं जहां इसे लागू किया जाता है तो आइए हम कंसेंट्रिक स्फेयर का मामला लेते हैं और मान लेते हैं कि यह इसका ठोस क्षेत्र है और बीच में एक निर्वात स्थान है और इसे कुछ तापमान T1 पर बनाए रखा जाता है और इसे कुछ तापमान T2 और अंदर बनाए रखा जाता है वक्र सतह का क्षेत्रफल A1 और A2 है पहली वस्तु का बाहरी घुमावदार सतह क्षेत्र A1 है और आंतरिक सतह क्षेत्र A2 है व्यू फैक्टर कितने होते हैं तो सभी पॉसिबल व्यू फैक्टर F11 F12 F21 और F22 क्या हैं ये चार पॉसिबल व्यू फैक्टर हैं F11 0 है तो गैर शून्य व्यू फैक्टर तीन हैं लेकिन वास्तव में चार व्यू फैक्टर हैं एक 0 है इसका तुच्छ है लेकिन ये तीन गैर शून्य व्यू फैक्टर हैं आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं अब हम अन्य तीन व्यू फैक्टरो को कैसे खोजते हैं हाँ इसलिए मेरा दावा है कि आप इसे बिना इंटीग्रेशन के कर सकते हैं F12 होगा 1 ठीक है और समन नियम का एक ही प्रयोग करें तो हम योग नियम से जानते हैं कि F11 जमा F12 1 है लेकिन हम जानते हैं कि F11 0 है यह एक कॉन्वेक्स सरफेस है तो F11 0 है क्योंकि यह एक कॉन्वेक्स सरफेस है और यहाँ से F12 1 के बराबर है F12 1 के बराबर है वास्तव में कोई भी आसानी से समझ सकता है क्योंकि यह एक कॉन्वेक्स सरफेस है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं कि सतह से कोई रेडिएशन उत्सर्जित नहीं हो रहा है स्वयं द्वारा प्राप्त किया जाना जिसका अर्थ है कि उत्सर्जित होने वाली सभी रेडिएशन को दूसरी वस्तु द्वारा प्राप्त किया जाना है यदि यह एक बंद प्रणाली है तो इसलिए F12 1 होना चाहिए जिसका अर्थ है कि सतह एक द्वारा उत्सर्जित सभी रेडिएशन वास्तव में सतह दो द्वारा इंटरसेप्टेड होते हैं तो अब हमारे पास रेसिप्रोसिटी रिलेशनशिप है जो कहता है कि A1 F12 A2 F21 के बराबर है तो यह अनिवार्य रूप से सतह से एक से दो तक और सतह से दो से एक तक व्यू फैक्टर से संबंधित है तो यहाँ से आप पा सकते हैं कि F21 A1 बटा A2 के बराबर होगा तो यह आपको बताता है कि F21 क्या है तो यह उत्सर्जन का व्यू फैक्टर है जो सतह दो से रेडिएटिड होता है और जैसा कि सतह एक द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है F22 के बारे में क्या तो F22 कुछ भी नहीं है लेकिन 1 घटा F21 है बस योग के नियम से योग के नियम के अनुसार F22 1 घटा F21 है तो अब हम व्यू फ़ैक्टर मैट्रिक्स लिख सकते हैं तो F11 शून्य है F12 1 है F21 A1 बटा A2 है और F22 1 घटा A1 बटा A2 है तो ध्यान दें कि हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया तो सिस्टम के आधार पर आपको एकीकृत करना पड़ सकता है आपको एकीकृत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है इसलिए मैं आपको थोड़ी देर में कुछ अन्य उदाहरण दिखाऊंगा जहां व्यू फैक्टर्स को प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्ति को एकीकृत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि ज्योमेट्रि क्या है और क्या हम बिना रक्त के इंटीग्रेशन के व्यू फैक्टर्स का पता लगा सकते हैं तो सवाल यह है कि अगर मैं डिफरेंशियल एलिमेंट लेता हूं तो यह तर्क कैसे दिया जाए इसलिए यदि आप एक अंतर तत्व लेते हैं मान लीजिए कि मैं यहां एक अंतर तत्व लेता हूं तो यह सभी दिशाओं में रेडिएशन उत्सर्जित कर रहा है और समान रूप से यदि यह एक फैलाना उत्सर्जक है और इसलिए इसमें से कुछ यहां से प्राप्त होता है और कुछ इसे प्राप्त करता है अन्य जगह तो अब वास्तव में आपको 3 डायमेंशनल एंगल का निर्माण करना चाहिए और यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो यह वही है जो आप पाएंगे हाँ कोई बात नहीं पता F12 जो भी उत्सर्जन यहाँ से निकलता है वे सभी हमेशा दो से प्राप्त होने वाले हैं चाहे वह एक बिंदु स्रोत हो या एक डिफरेंशियल एलिमेंट क्योंकि यह एक कॉनवेक्स सरफेस है ज्योमेट्रि की प्रकृति के कारण जो भी उत्सर्जन हो रहा है इस सतह से आने के लिए हमेशा सतह दो द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है अब सवाल यह है कि क्या केवल एक छोटा स्थान है जहां सतह के हर हिस्से से उत्सर्जन नहीं हो रहा है सही है क्या यह सवाल है तो अब आपको इस बात का हिसाब देना होगा कि उस स्थान की सतह क्या है और वास्तव में आज का लैक्चर नहीं हो सकता है अगला लैक्चर हम शायद आपको एक उदाहरण दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक क्षेत्र पर डिफरेंशियल एलिमेंट होने पर व्यू फैक्टर का पता कैसे लगाया जाए तो जब आप गैर वर्दी कहते हैं तो आपका वास्तव में मतलब है कि सतह पर सभी स्थान रेडिएशन उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं हम इसे भविष्य में देखने जा रहे हैं कोई अन्य प्रश्न ठीक है यह हो सकता था इसलिए उदाहरण के लिए आप विभिन्न रंगों से पेंट कर सकते हैं और आप उत्सर्जन को बदल सकते हैं तो ध्यान दें कि उत्सर्जन एक सतही संपत्ति है तो आप सतह के कुछ स्थानों के गुणों को बदलते हैं आप रेडिएशन गुणों को बदलने जा रहे हैं आगे हम डिवाइड सतहों को देखने जा रहे हैं मैं डिवाइड सतहों को देखने जा रहा हूं तो मान लीजिए कि एक सतह है और एक और सतह है और सिद्धांत रूप में जेनेरेलिटी के नुकसान के बिना हम मान सकते हैं कि सतह के विभिन्न हिस्सों में वास्तव में अलग अलग गुण होते हैं जिस तरह से आप उन्हें हासिल करते हैं उसके पास अलग अलग गुण होते हैं और इसलिए अब आप सतह के इन अंशों के बीच व्यक्तिगत आदान प्रदान के लिए व्यू फैक्टर्स की गणना करना चाहते हैं तो सभी सतहों पर हम कहते हैं कि j कहा जाता है और आप जानना चाहते हैं कि सतह I और व्यक्तिगत सतह के बीच रेडिएशन एक्सचेंज के लिए व्यू फैक्टर क्या है तो दो स्थितियां हो सकती हैं स्थिति एक वह है जहां इन सतहों में से प्रत्येक में अलग अलग गुण होंगे या यह कॉम्पलीकेटेड ज्योमेट्रि हो सकती है इसलिए एक बार में पूरी सतहों के लिए व्यू फैक्टर का अनुमान लगाने के बजाय आप उन्हें छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग व्यू फैक्टर ढूंढ सकते हैं और सतह जे के लिए समग्र व्यू फैक्टर ढूंढ सकते हैं तो ऐसा करने के दो कारण हो सकते हैं तो अब परिभाषा के अनुसार सतह j की समग्र सतह कुछ भी नहीं है लेकिन सभी k पर योग है k 1 से n तक जा रहा है यह स्पष्ट है अब ऐ Fik मैं i और किसी अन्य सतह k के बीच व्यू फैक्टर की गणना करना चाहता हूं और वह रेसिप्रोसिटी रिलेशनशिप से Ak Fki के बराबर भी है तो अब मैं ऐ फिज खोजना चाहता हूं तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन अज फजी जो समग्र सतह के लिए रेसिप्रोसिटी रिलेशनशिप से है तो यह Ak Fki के योग के बराबर होना चाहिए k 1 से N तक जा रहा है और इसलिए यह सभी डिवाइड सतहों का योग है इस पर अब तक कोई सवाल तो अब Fji कुछ भी नहीं है लेकिन योग k बराबर 1 से N Ak गुणा Fki को A से डिवाइड किया गया है अज क्या है यह कुछ भी नहीं है बल्कि सभी व्यक्तिगत क्षेत्रों का योग है तो वह Fki 1 से N तक सभी क्षेत्रों के योग से डिवाइड होगा तो यह व्यंजक जो आपको बताता है वह यह है कि Fji जो सतह j और i के बीच का समग्र व्यू फैक्टर है केवल संबंधित व्यू फैक्टर द्वारा गुणा किए गए फ्रेकशेनल एरिया के योग द्वारा दिया जाता है योग द्वारा एके क्या है अज यह फ्रेकशेनल सरफेस एरिया है इसलिए अगर मैं छोटे f को फ्रेकशेनल सरफेस एरिया के रूप में कहता हूं तो योग के हिसाब से एक जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन एके बटा अज है तो Fji कुछ भी नहीं है लेकिन सभी k Fki पर योग है तो यह एक महत्वपूर्ण रिश्ता है इसलिए यदि हमने सतह को डिवाइड किया है तो आप दो सतहों के बीच समग्र व्यू फैक्टर खोजने के लिए इस तरह के योग सूत्र का उपयोग कर सकते हैं या यदि आप उनमें से कुछ को जानते हैं तो आप अन्य डिवाइड सतह के लिए व्यू फैकूटर की गणना करने में सक्षम होना चाहिए जिसके लिए आप चाहते हैं कुछ रेडिएशन गुणों की गणना करने के लिए इसलिए अब हम एक विशिष्ट उदाहरण को देखने जा रहे हैं जहां हमारे पास इंटीग्रल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो मान लीजिए कि आप कोएक्सिल डिस्क को देखते हैं तो यह सतह j है और यह सतह i है और सतह का क्षेत्रफल A है और यदि सतह का क्षेत्रफल A है इसलिए पहले उदाहरण के रूप में मैं मान लूंगा कि ऐ अज से बहुत छोटा है हम मानते हैं कि ऐ एक बिंदु स्रोत है हम अगले लैक्चर में इस धारणा को शिथिल करेंगे जहां मैं दिखाऊंगा कि गणना करने की एक और विधि है जब एआई एक बिंदु स्रोत नहीं है तो अब मान लीजिए कि ऐ एक बिंदु स्रोत है तो आइए ज्यामेट्रि का निर्माण करें तो मान लीजिए कि मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेता हूं हम कहते हैं कि केंद्र जुड़े हुए हैं मेरा मतलब है कि यह जुड़ा नहीं है यह गठबंधन है और अगर यह अलगाव दूरी हम एल कहें और बड़ी डिस्क का व्यास डी है तो चलो हम कहते हैं कि इसलिए ध्यान दें कि जब हम व्यू फैक्टर्स को परिभाषित करते हैं तो R उस तत्व के बीच की दूरी है जिस पर आप विचार कर रहे हैं और उत्सर्जक तत्व तो अगर यह दूरी आर है और मैं इसे छोटा आर के रूप में कंसीडर करता हूं और अगर मैं कहता हूं कि मोटाई डॉ है डॉ तत्व की मोटाई है तो ध्यान दें कि यह एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है अब आपके पास वास्तव में एक कोन है तो यह एक तत्व है जो वास्तव में इस सतह पर एक अंगूठी है और इसलिए सॉलिड एंगल अनिवार्य रूप से कोन के कारण होता है जो इस सतह पर इस तत्व द्वारा घटाया जाता है तो व्यू फैक्टर फिज को एआई इंटीग्रल एआई एजे कॉस थीटा आई थीटा जे द्वारा पाई आर स्क्वायर डीएआई डीएजे से डिवाइड करके 1 द्वारा दिया जाता है इसलिए मैंने मान लिया है कि i एक बिंदु स्रोत है इसलिए मैं इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूं और यह अनिवार्य रूप से अभिन्न अंग है जिसे pi R वर्ग से dAj में डिवाइड किया गया है थीटा आई और थीटा जे के बारे में हम क्या कह सकते हैं थीटा मैं क्या है थीटा मैं यह एंगल है यह थीटा मैं है और यह थीटा जे है सरल ज्योमेट्रि से हम जानते हैं कि वे एक ही हैं तो यह इंटीग्रल एजे कॉस स्क्वायर थीटा जे को पाई आर स्क्वायर से डीएजे में डिवाइड किया जाएगा कॉस थीटा जे क्या है कोस थीटा जे ज्योमेट्रि को देखें यह L बटा R है तो यह L वर्गमूल से L वर्ग जोड़ r वर्ग है तो R यहाँ यह दूरी है तो कर्ण L वर्ग का वर्गमूल है और r वर्ग 2 cos थीटा j L बटा L वर्ग जोड़ r वर्ग का वर्गमूल है और R L वर्ग जोड़ r वर्ग का वर्गमूल है डीएजे क्या है 2 pi rdr हम इन सभी को इंटीग्रल में प्लग करते हैं तो यह होगा फिज 0 से डी बटा 2 तक इंटीग्रल होगा इसलिए यह रेडियस 0 से डी बटा 2 है और cos थीटा वर्ग है L वर्ग बटा r वर्ग प्लस L वर्ग गुणा 1 गुणा pi r है जड़ L वर्ग जमा r वर्ग जो 1 बटा L वर्ग जमा r वर्ग होगा हमारे पास 1 बटा r वर्ग और dA1 2 pi rdr है तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं pi चला जाता है यह L वर्ग D को 2 से 2rdr को L वर्ग से डिवाइड करके r वर्ग को पूरे वर्ग से डिवाइड किया जाएगा हम इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं आप एक सब्स्टिट्यूशन करें तो आप कहते हैं कि आप एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हैं और डी यू 2 आर डी आर है आप यह सब प्लग इन करें तो व्यू फ़ैक्टर फ़िज डी वर्ग गुणा 4 एल वर्ग प्लस डी वर्ग होगा जहां डी बड़े कोएक्सिल डिस्क का व्यास है और एल उनके बीच अलगाव है क्या यह सबके लिए स्पष्ट है इसलिए इस विशेष मामले में हमारे पास पूर्ण इंटीग्रेशन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपको करना होगा एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि जब भी आप इन इंटीग्रेशन्स को इन क्षेत्रों में करते हैं तो आप गणना कर रहे हैं और सॉलिड एंगल में तीन आयाम शामिल हैं इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा कि आप ज्योमेट्रि का निर्माण कैसे करते हैं तो यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है जहां ज्योमेट्रि का निर्माण करना बहुत आसान है लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहां ज्योमेट्रि का निर्माण पूरी तरह से गैर तुच्छ हो सकता है इसलिए मैं वास्तव में आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से विभिन्न उदाहरण लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं वास्तव में आपकी पुस्तक में टेबल हैं जो आपको बताती हैं कि विभिन्न आकार की ज्योमेट्रि के लिए व्यू फैक्टर क्या है और आपको वास्तव में इन व्यू फैक्टर्स को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और स्वयं को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आप ज्योमेट्रि को ठीक से बनाने में सक्षम हैं तो पुस्तक में दिए गए सभी भाव सही हैं इसलिए आपको अपने आप को यह समझाने में सक्षम होना चाहिए कि आप इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं 3 डायमेंशनल एंगल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रि का निर्माण करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है